सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने देखा कि ट्रांसिस्टर को कैसे एक स्विच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखें जैसे कि नॉइस मार्जिन फैन आउट और कुछ और पैरामीटर जैसे कि लॉजिक स्विंग ट्रॅन्ज़िशन् विड्थ एक उदाहरण के मदद से जो कि एक सिंपल सा रेजिस्टेंस और एक ट्रांसिस्टर बेस्ड इनवर्टर था आज हम यह डिस्कशन को और इक्स्टेन्ड करेंगे और कुछ और कुछ दूसरे परफॉर्मेंस मैट्रिक के बारे में देखेंगे और फिर हम इन्ट्रोडूस करेंगे TTL ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर लॉजिक को तो शुरुआत करते हैं एक परफॉर्मेंस मैट्रिक के साथ तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोपेगेशन डिले के बारे में प्रोपेगेशन डिले दो कारणों की वजह से होता है पहला है फाइनाइट स्विचिंग स्पीड जोकि ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है तो जब ट्रांजिस्टर ऑन से ऑफ पर जाता है या ऑफ से ऑन पर जा तो उस वक्त रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है ट्रांजिस्टर जंक्शन में हम जानते हैं कि npn ट्रांसिस्टर में दो जंक्शन है बेस एमीटर और बेस कलेक्टर यह रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जस कुछ फाइनाइट टाइम लेता है वह तुरंत नहीं होता है तो यह एक कारण है और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि सर्किट के कैपेसिटेंससहै जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं हालांकि यह कैपेसिटेंसस एक्सप्लीसिटली कनेक्टेड नहीं है किसी मेटल जंक्शन और ग्राउंड के बीच पर फिर भी सर्किट में कैपेसिटेंस है यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि यदि हम सर्किट को देखें जैसे हमने पहले देखा था ट्रांजिस्टर इनवर्टर सर्किट तो कैपेसिटेंस मौजूद है तो यह आपका Vin और Vout है हालांकि हमने एक्सप्लीसिटली नहीं बताया है कि कैपेसिटेंस मौजूद है पर एक लोड कैपेसिटेंस वहां मौजूद है और जितना ज्यादा लोड होगा यानी कि जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा इसलिए क्योंकि यह सारे कैपेसिटेंसस पैरॅलल् में आ जाएगा और फिर यह ट्रांसिस्टर यह कैपेसिटेंस को चार्ज करना होगा इस पात से तो यह RC है और यह RB है तो एक टाइम कांस्टेंट है जो एसोसिएटेड है यह वैल्यू को ऊपर खींचने के लिए डिसचार्जिंग तब होता है जब ट्रांसिस्टर ऑन है तो इस वक्त पात रेजिस्टेंस काफी कम है तो वह काफी जल्दी होता है और यह विजिबल है जब आप यह डायग्राम देखेंगे तो यह आपका इनपुट है और इनपुट साइड पर आप देख सकते हैं की इनपुट जल्दी से चेंज नहीं होता है यानी कि लो से हाई या हाई से लो होने के लिए उसे कुछ टाइम लगता है वह इसलिए क्योंकि सर्किट के इनपुट साइड से कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरामीटर जुड़े हुए हैं तो यह 50 परसेंट टाइम कंसीडर किया जाता है जो कि काफी है उसे लो से हाई में जाने के लिए दूसरी तरफ क्योंकि यह एक इनवर्टर एक्शन है जब वह हाई से लो जाता है तो 50 परसेंट टाइम वह टाइम है जब आउटपुट हाई से लो जाता है तो यह टाइम डिफरेंस है जो हम यहां देख रहे हैं तो यह जो टाइम है जो आउटपुट लेता है हाई से लो mजाने के लिए उसे प्रोपेगेशन डिले कहते हैं वैसे ही आउटपुट जब लो से हाई में जाता है तो प्रोपेगेशन डिले थोड़ा ज्यादा है एक वजह यह हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा था वह है स्विचिंग स्पीड ट्रांजिस्टर का जब वह ऑफ से ऑन में जाता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उतना टाइम नहीं लेता है पर जब वह ऑन से ऑफ में जाता है तो उस वक्त चार्जर्स रहते हैं जिसे हमें बाहर निकालना होता है तो हमें सैचुरेशन रीजन में काफी डीप में काम करना होता है जिसके कारण ज्यादा टाइम लगता है ट्रांसिस्टर को ऑन से ऑफ स्टेट में लाने के लिए कारण डिले ज्यादा है और यदि हम एक एनटीटी की बात करें तो इन दोनों का जो एवरेज है वह प्रोपेगेशन डिले है टाइम पैरामीटर के बारे में बात करें तो जो यहां इंपॉर्टेंट है एक है राइस टाइम और दूसरा है फॉल टाइम राइस टाइम वह टाइम है जो वह लेता है 10 परसेंट से 90 परसेंट जाने के लिए और फॉल टाइम वह टाइम है जो वह लेता है 90 परसेंट से 10 परसेंट जाने के लिए तो यह आपका t fall और t rise है तो यह दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो एसोसिएटेड है जिसे हमें नोट करना है अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर पावर डिसिपेशन है पावर एक इंपॉर्टेंट यीशु है कारण यह कि यह जो ट्रांसिस्टरस और गेटस है वह आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं वह काफी सारे होते हैं और मॉडन इंटीग्रेटेड सर्किट में यह मिलियन के काउंट में है तो इंडिविजुअल गेट या इंडिविजुअल ट्रांसिस्टर या गेट पावर डिसिपेशन कम हो सकता है पर जब इन सब को साथ में लेते हैं तो यह पावर डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए वह एक महत्वपूर्ण क्वांटिटी है तो दो तरीके का पावर डिसिपेशन है एक स्टेटिक पावर डिसिपेशन और दूसरा डायनेमिक पावर डिसिपेशन है स्टेटिक पावर डिसिपेशन वह है जब ट्रांसिस्टर अपने स्टेबल स्टेट ऑन या ऑफ में से किस किसी एक स्टेट में है तो उस वक्त जो भी करंट फ्लो हो रहा है पावर सप्लाई से तो वह वोल्टेज गुणाकार मल्टीप्लाई बाइ multiply by करंट हमें पावर डिसिपेशन देता है और टोटल पावर इन दोनों का एवरेज होगा और हमारे सारे कैलकुलेशन में हम यह कंसीडर करते हैं जितने टाइम के लिए ट्रांसिस्टर ऑन रहता है उतने ही टाइम के लिए ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है यानी कि दोनों का टाइम इक्वल है तो इस तरीके से हम यह कैलकुलेट करते हैं और यह एवरेज पावर है डायनेमिक पावर डिसिपेशन तब होता है जब ट्रांसिस्टर स्विच करता है तो स्विचिंग के दौरान जो पावर डिसिपेट होता है वह डायनेमिक पावर डिसिपेशन है तो यह अभी क्लियर नहीं हुआ होगा वह क्लियर होगा जब हम और उदाहरण लेंगे TTL और CMOS सर्किट के CMOS लॉजिक गेट जो हम कुछ देर बाद डिसकस करेंगे तो अभी कुछ हद तक हम स्टैटिक पावर डिसिपेशन वाला पार्ट समझ गए हैं एक और चीज यह है कि ट्रांसिस्टर पावर डिसिपेशन हम कम कर सकते हैं करंट का अमाउंट कम करके और यह कर सकते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाकर सर्किट में कोई और चेंज न करते हुए तो अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है पर उसका इफेक्ट दूसरे पैरामीटर पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोपेगेशन डिले तो उसका टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है जिसके कारण प्रोपेगेशन डिले बढ़ जाता है हम देख सकते हैं कुछ हद तक ऑपरेटिंग कंडीशन के तहत पावर डिसिपेशन और प्रोपेगेशन डिले को अकोमोडेट कर सकते हैं तो यदि हम पावर को कम करते हैं रेसिस्टेंटस के वैल्यू बढ़ाकर प्रोपेगेशन डिले बढ़ जाता है तो इसे एक फिगर ऑफ मेरिट इसे कहते हैं तो यह कम रहेगा तो बेहतर रहेगा तो ये ध्यान रखनी है जो सर्किट हमने पहले देखा था वह केवल एक इनवर्टर था तो जब हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करते हैं तो काफी अलग तरीके के लॉजिक गेट्स पॉसिबल है तो वह सर्किट को बेस लेते हुए एक सिंपल एलिमेंट के तौर पर क्या हम दूसरे गेट्स को डेवलप कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर सर्किट को तो ऐसे दो इनवर्टर उनका कलेक्टर रेजिस्टेंस पार्ट न लेते हुए पैरॅलल् में लिया है इसे अगर हम देखें तो यदि कंपेयर करें तू जो पहले हमने देखा है तो यह आपका RB है पिछले सर्किट में और यह RC है यह एक दूसरे के पैरॅलल् में है तो यह सर्किट लॉजिक वैल्यू के तौर पर कैसे काम करता है अगर कोई एक लो है तो क्या होगा और दूसरा मानलो लो है या हाई है तो क्या होता है तो अगर यह लो है और दूसरा वाला भी लो है तो कोई भी ट्रांसिस्टर कंडक्ट नहीं करता है इसका मतलब कोई भी ट्रांसिस्टर ऑन नहीं है तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा क्योंकि थोड़ा सा लोड करंट छोड़कर कोई करंट यहां फ्लो नहीं हो रहा है तो VCC वह माइनस ड्रॉप होगा तो आउटपुट को हाय माना जाएगा जब यह लो है और यह हाई है तब क्या होगा यह कंडक्ट कर रहा है तो सैचुरेशन वोल्टेज 02 वोल्ट है तो आउटपुट को लो माना जाएगा अब हम दूसरा केस देखेंगे तो यह थे जो केसस आई जो हमने देखे थे तो यह हाई है इसका मतलब ट्रांसिस्टर ऑन है तो यह वोल्टेज 02 वोल्ट है तो इसे एक पात मिल रहा है तो यह ट्रांसिस्टर ऑफ रहे चाहे ऑन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट वोल्टेज को 02 वोल्ट पर रखा जाएगा तो यह है जो हम देख रहे हैं इन दो केसस के लिए अगर हम इसे पूरी तरीके से देखें तो आउटपुट लो रहता है यदि किसी भी सर्किट का इनपुट अगर हाई रहा तो और आउटपुट तभी ही हाई होता है जब दोनों ही इनपुट लो है यानी कि दोनों ही ट्रांसिस्टर जब ऑफ रहता है तो NOR लॉजिक है जो हम देख रहे हैं और अभी यह दो के लिए है उसे इक्स्टेन्ड कर सकते हैं तीन या चार के लिए और वह डिफाइन करेगा फैन इन को कितने इनपुट हम कनेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर गेट को तो यह दूसरा टर्म है जो हम यहां डिफाइन करेंगे जिसे हम फैन इन कहते हैं अब हम इस सर्किट को देखेंगे कि वह कैसे काम करता है पहले जो हमने देखा था ट्रांसिस्टरस इनपुटस इनवर्टरस सब कुछ पैरॅलल् में था अब आप जो देख रहे हैं यहां पर सब सीरीज में है तो जब यह सीरीज में होता है तब क्या होता है कोई भी एक लो रहने से इसका मतलब यह ट्रांसिस्टर ऑफ है इसका मतलब अगर यह ऑफ रहा या फिर यह ऑफ रहा तो ग्राउंड तक का जो रास्ता है वह ब्लॉक हो जाता है इसका मतलब कोई भी पात अवेलेबल नहीं रहता है तो क्या होगा यह वोल्टेज माइनस जो भी लोड करंट से होने वाला ड्रॉप है वह यहां अवेलेबल होगा तो यह इफेक्टिवली एक हाई वोल्टेज है यानी कि एक हाई वाला कंडीशन है जब दोनों ही ट्रांसिस्टर ऑन रहेगा तो ग्राउंड तक के लिए एक रास्ता मिलता है ग्राउंड के लिए एक लो रेजिस्टेंस पात मिलता है तो ड्राप 02 या 04 वोल्ट होगा वह दोनों सैचुरेशन में है जिसे हम लॉजिक लो कंसीडर करते हैं तो इस तरीके का सर्किट NAND के जैसे बिहेव करता है यदि हम ट्रुथ टेबल पर ध्यान दें तो कोई भी एक लो रहने से आउटपुट हाई होता है और सारा हाई रहने से आउटपुट लो होता है और बाद में हम देखेंगे कि NAND गेट और NOR गेट को इस्तेमाल करके हम दूसरे गेट डेवलप कर सकते हैं तो हाला की मैंने यह कहा कि हम TTL और CMOS लॉजिक गेट के बारे में कुछ देर बाद ज्यादा डिस्कशन करेंगे पर अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है मेरा मतलब है क्या कोई प्रैक्टिकल IC's अवेलेबल था किसी समय पर हां काफी पहले 1960's में यह IC's होते थे और यह एक उदाहरण है जो मैंने लिया है मोटोरोला के डाटा शीट से जोकि अवेलेबल है आर्चीव के तौर पर तो जो भी आप यहां देख रहे हैं वह सीधे डाटा शीट से लिया गया है एक पेज या आधा पेज उस शीट का तो जो आप यहां देख रहे हैं वह RTL याने की रेजिस्टेंस ट्रांसिस्टर लॉजिक है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर दोनों ही मौजूद है यह IC उस वक्त पर अवेलेबल हुआ करता था यह पर्टिकुलर IC इसमें अलग अलग पिनस है और आप इन पिन के नंबर भी देख सकते हैं तो इस IC के अंदर दो 3 इनपुट NOR गेट थे इसका मतलब हर एक NOR गेट को हम 3 इनपुट दे सकते थे तो यह अवेलेबल था उस वक्त पर उदाहरण के लिए हमने यह यूज़ किया ताकि कैलकुलेशन सिंपल कर सके उसके लिए RB को10 किलो ओम लिया और को RC 1 किलो हम लिया फिर हमने कैलकुलेशन किया कि ट्रॅन्ज़िशन् विड्थ को कम कर सकते हैं यदि हम RC का वैल्यू बढ़ाएं तो RB के कंपैरिजन में क्योंकि उसका स्लोप RC बाय RB है तो प्रैक्टिकल सर्किट में जो हम देखते हैं वहां R1 का इस्तेमाल किया है जो कि RB से रिलेटेड है 450 ओहम हैं और RC जो की है R2 वह 640 ओहम है तो यह प्रैक्टिकल सर्किट था जो उस वक्त इस्तेमाल किया गया था जब इनपुट हाई होता था उसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑन है तो करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस RC ट्रांसिस्टर से होते हुए ग्राउंड तक और इसकी वजह से होने वाला पावर डिसिपेशन 55 मिलीवॉट था जब ट्रांसिस्टर ऑफ रहता था स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए पावर डिसिपेशन 15 मिलीवॉट था और प्रोपेगेशन डिले 12 नैनो सेकंड था तो यह था जो डाटा शीट उस वक्त प्रोवाइड करता था अब ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर लॉजिक में जाने से पहले हम कुछ इंटरमीडिएट वाला चीज देखेंगे इसे डायोड ट्रांसिस्टर लॉजिक कहते हैं जिसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है तो पहले रिटर्ंस ट्रांसिस्टर लॉजिक था अब यह डायोड ट्रांसिस्टर लॉजिक है तो ट्रांसिस्टर रहता है क्योंकि केवल वही इनवर्टर एक्शन प्रोवाइड कर सकता है और डायोड की बात करें तो डायोड को एक स्विच के तौर पर हमने हमारे पहले क्लास में देखा है तो वहां हमने यह डायोड रेजिस्टेंसका कॉन्बिनेशन देखा था तो इन दो इनपुट A और B और यह Y के बीच का रिलेशनशिप क्या था कोई एक इनपुट लो रहने से आउटपुट लो रहता है वह इसलिए क्योंकि करंट केवल इसी डायरेक्शन में जा रहा है जब दोनों हाई होगा तब वोल्टेज यहां अवेलेबल होगा और कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो उस वक्त आउटपुट हाई रहता है तो यह AND लॉजिक था तो डायोड ट्रांसिस्टर लॉजिक में पहले स्टेज पर यह पर्टिकुलर ब्लॉक है जो हमें AND लॉजिक प्रोवाइड करता है उसके बाद वहां तो डायोडस है तो वह क्या कर रहा है वह केवल लेवल शिफ्टिंग का काम कर रहा है तो यह लेवल शिफ्टिंग कैसे यूज़फुल है तो वह इस तरीके से यूज़फुल है कि पहले हमने यह देखा था कि ट्रांसिस्टर तभी ऑन होता है जब बेस एमिटर ड्रॉप 07 वोल्ट होता है तो अब अगर हम उसके पहले एक दूसरा डायोड रख दे तो हमें दो डायोड ड्रॉपस 07 और 07 लगेगा तो इसके बाद ही ट्रांसिस्टर ऑन होगा तो इसे हम लेवल शिफ्टिंग कहते हैं तो यह दो डायोड्स है जो वहां मौजूद है जो कि लेवल शिफ्टर्स है अब यह डायोड करंट केवल इसी डायरेक्शन में कंडक्ट करता है तो इसमें बेस एमिटर जंक्शन को यदि सैचुरेशन से बाहर आना हो तो चार्ज को वापस ग्राउंड की ओर जाना होगा और उसके लिए डायोड एक पात नहीं अलाव करता है वहां एक रेसिस्टेंट है जो पात प्रोवाइड करता है चार्ज को रीड्सट्रिब्यूट होने के लिए जब ट्रांसिस्टर ऑन स्टेट से बाहर निकलकर ऑफ स्टेट में जाता है तो यह है जो वह दिख रहा है और ट्रांसिस्टर को ऑन करने के लिए क्या चाहिए 07 वोल्ट 07 वोल्ट और 07 वोल्ट तो कुल मिलाकर 21 वोल्ट की जरूरत है और इसके बाद ही ट्रांजिस्टर ऑन हो पाएगा अगर इनमें से कोई भी एक लो हुआ इसका मतलब है कि वोल्टेज जो यहां अवेलेबल है वह लो है तो लो मतलब 02 वोल्टेज यहां होता है तो 02 वोल्ट और डायोड ड्रॉप वहां पर तो 07 वोल्ट तो 09 वोल्ट यहां पर अवेलेबल है जो कि काफी नहीं है इसे ऑन करने के लिए तो कोई भी एक लो रहने से आउटपुट हाई रहेगा और जब दोनों हाई है तभी ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा और आउटपुट लो रहेगा तो यह NAND लॉजिक है इसलिए हम इसे DTL NAND गेट इसे कहते हैं अब हम अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो पहले मैंने कहा था TTL NAND लॉजिक से तो हमें DTL सर्किट याद है अभी पिछले स्लाइड में ही हमने वह देखा है तो यह इनपुट ब्लॉक में आप क्या देख सकते हैं दो डायोड हैं और तीन डायोड कॉन्बिनेशन है और TTL में इसे रिप्लेस किया गया है एक ट्रांसिस्टर से जो कि कुछ ऐसा है यह दो डायोड एक मल्टी एमिटर ट्रांसिस्टर के दो एमीटरर्स को रेफर करते हैं यह डायोड बेस कलेक्टर जंक्शन जो यहां है उसको रेफर करता है तो यह वह ब्लॉक है जो आ रहा है इसकी जगह पर जो हमने DTL के केस में देखा था वहां पर एक डायोड था और एक लेवल शिफ्टर था जो लेवल शिफ्टर था वह यहां एक ट्रांजिस्टर के रूप में मौजूद है यह बेस एमिटर जंक्शन डायोड के जैसा वाला ड्रॉप देता है पिछले सर्किट में यह दो चेंज इसके बाद इसे रिप्लेस कर रहे हैं मल्टी एमिटर ट्रांसिस्टर से और इसे रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे ट्रांसिस्टर से तो यह करने के बाद हमें यह वाला सर्किट मिलता है हम इसके बारे में कुछ देर बाद चर्चा करेंगे जैसे कि इसका महत्व के बारे में तो यह पर्टिकुलर ट्रांसिस्टर जो कि इस पर्टिकुलर जगह पर आ रहा है उसको एक दूसरा नाम है जिसे हम फेज़ स्प्लिटर कहते हैं तो वह कैसे काम करता है हम देखेंगे और फिर हमें समझ आ जाएगा कि हम इसे फेज़ स्प्लिटर क्यों कहते हैं जब कोई भी इनपुट कोई भी मल्टीमीटर इनपुट लो है तो क्या हो रहा है वही हो रहा है जो DTL के केस में होता था तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा करंट ट्रांसिस्टर के तरफ नहीं जा रहा है जिसे हमने T4 ऐसे नंबर दिया है तो यह ट्रांसिस्टर ऑफ है यह ट्रांसिस्टर भी ऑफ है इसमें ट्रांजिस्टर ऑफ है मतलब इनमें से कोई तो एक लो है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे डायरेक्शन में ज्यादा करंट नहीं है तो यह ऑफ है तो जब यह ऑफ है कोई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है मतलब कोई I मल्टीप्लाई बाय Re ड्रॉप नहीं है जो इस ट्रांसिस्टर T3 के बेस एमिटर जंक्शन को टर्न ऑन कर सके तो T3 भी ऑफ रहता है जब इनमें से कोई भी एक लो रहता है तो यह ऑफ रहता है यह भी ऑफ रहता है और जब दोनों ऑफ रहता है तो करंट इस डायरेक्शन में नहीं जाता है तो इस वोल्टेज को क्या हो रहा है यह वोल्टेज रहेगा VCC 5 वोल्ट माइनस जो भी करंट फ्लो हो रहा है बेस करंट के तौर पर यह मानते हुए कि कुछ लोड कनेक्ट किया है तो वह बेस करंट है काफी कम करंट रहेगा तो जो ड्रॉप होगा वह भी काफी कम होगा तो इसके कारण यहां पर जो वोल्टेज होगा वह काफी हाई होगा तो इस काफी हाइ वोल्टेज से ट्रांसिस्टर ऑन हो जाएगा तो उस वक्त ट्रांसिस्टर ऑन रहेगा डायोड की क्या जरूरत है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे अभी हम कंसीडर करते हैं कि ट्रांसिस्टर उस वक्त ऑन है और यदि एक लोड कनेक्ट होता है तो इस लोड को करंट मिल जाता है इस पात से जोकि ऑन हुआ ट्रांसिस्टर से होते हुए जाता है तो कोई भी एक लो रहने से यह होता है अब हम दूसरा केस देखेंगे जहां सारे इनपुट हाई है तो उस वक्त क्या हो रहा है कुछ करंट इस डायरेक्शन की तरफ जाता है तो इसे सफिशिएंट बेस करंट मिल जाता है जिसके वजह से यह ट्रांसिस्टर ऑन हो जाता है इतना कि वह सैचुरेशन में चला जाता है यह वाला हिस्सा हम बाद में देखेंगे तो इस ट्रांसिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वह इतना माइनस बेस करंट जो यहां है जो कि सफिशिएंट ड्रॉप देता है जिसके कारण यह वोल्टेज VBE on से ज्यादा हो जाता है तो यह वाला ट्रांसिस्टर भी ऑन हो जाता है और यह वाला भी ऑन है इतना कि वह है सैचुरेशन में चला जाता है तो यहां पर कितना वोल्टेज अवेलेबल है तो यह सैचुरेशन 02 वोल्ट है और यह सैचुरेशन 02 वोल्ट 01 वोल्ट उस रेंज का और यह सैचुरेशन 07 वोल्ट है तो लगभग 09 095 वोल्ट यहां अवेलेबल है तो हम मानते हैं की 095 वोल्ट है अब इस पर्टिकुलर वोल्टेज से यह ट्रांसिस्टर सैचुरेशन में है तो यदि डायोड नहीं होता तो 095 और 02 वोल्टेज काफी होता इस ट्रांसिस्टर को ऑन करने के लिए और सैचुरेशन में ले जाने के लिए तो वह चीज है जिसे हम रोक सकते हैं एक डायोड को यहां रखने से तो हमें असल में दो डायोड ड्रॉप की जरूरत होगी जिसका मतलब 14 वोल्ट उनको ऑन करने के लिए तो यह महत्व है डायोड का होने का तो यह सारे केसेस है एक और केस है जहां सारा इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है इसका क्या लॉजिक है यह और कुछ नहीं बल्कि NAND लॉजिक है तो इस तरीके से यह पर्टिकुलर सर्किट काम करता है अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पहले हमने आउटपुट कैपेसिटर का चार्जिंग देखा था एक पैसिव रेजिस्टेंस के द्वारा अब जब ट्रांजिस्टर मौजूद है तो क्या हो रहा है तो इसे एक्टिव पूल अप कहते हैं जो आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर देती है आउटपुट इंपेडेंस को 100 ओहम से नीचे लेकर जाती है मेरा मतलब है लगभग 10 टाइमस नीचे ले जाती है उस वैल्यू से जो होता अगर यह प्रेजेंट नहीं होता तो तो इसलिए इस कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कम हो जाता है डिसचार्जिंग इस पात से है तो यह मदद करता है स्विचिंग में और उसके वजह से प्रोपेगेशन डिले भी कम हो जाता है यह एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यह पूरे स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हैं इसे टोटेंम पोल आउटपुट कहते हैं तो यह एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है तो टोटेंम पोल कुछ ऐसा है तो यह समानता है और इस वजह से उसे टोटेंम पोल आउटपुट कहते हैं और उसका अपना खुद का एडवांटेज है की चार्जिंग और डिसचार्जिंग है थोड़ा सा फास्ट है हम इस TTL सर्किटcircuit के बारे में वह कैसे काम करता है वह अगले क्लास में डिस्कस करेंगे सारांश लेते हुए जो हमने आज देखा वह प्रोपेगेशन डिले पावर डिसिपेशन है और उनका प्रोडक्ट फिगर ऑफ मेरिट उनका महत्व RTL NOR गेट कैसे बनता है ट्रांजिस्टर के पैरॅलल् कनेक्शन से वह उसी तरीके का चीज है जो हमने देखा था NOR लॉजिक का फॉरमेशन इलेक्ट्रिकल स्विच के द्वारा उसी तरीके से हमें NAND लॉजिक मिला ट्रांजिस्टरस को सीरीज में रखने से फिर हमने फैन इन डिस्कस किया था की इनपुट पर कितने सारे गेट लगा सकते हैं उसका मैक्सिमम जो है उसे फैन इन कहते हैं और वह एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लॉजिक गेट के लिए DTL NAND गेट में हमने देखा कि डायोड और AND लॉजिक पहले स्टेज पर थे और उसके बाद लेवल शिफ्टर थे और फिर एक ट्रांसिस्टर इनवर्टर के तौर पर था TTL NAND गेट में हमने यह देखा इनपुट स्टेज में डायोड AND लॉजिक को निकाल दिया है और उसके बदले एक मल्टी एमिटर ट्रांसिस्टर लगाया है लेवल शिफ्टिंग डायोड को निकालकर उसके जगह एक फेस स्प्लिटर लगाया है उसे फेस स्प्लिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कलेक्टर और एमीटर दोनों ही हमेशा आउट ऑफ फेस रहते हैं जब एक हाई हो दूसरा लो रहता है जिस वजह से वह टोटेंम पोल बन जाता है एक ट्रांसिस्टर टोटेंम पोल आउटपुट में ऑन है और दूसरा ऑफ है दोनों ही साथ में ऑन नहीं रहते हैं स्विचिंग के समय को छोड़कर इसके बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे और टोटेंम पोल आउटपुट स्विचिंग स्पीड बढ़ाता है धन्यवाद